ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम निर्माण पर संक्षिप्त नजर डालेंगे तो हमने सीक्वेंस डायग्रामऔर कुछ उदाहरण देखेंगे तो यह वही है जो हमने पहले देखा था कि सीक्वेंस डायग्राम है तो यह आपको केवल उसी बिंदु पर वापस लाने के लिए है अब यह उन उदाहरण में से एक है जिसके बारे में हमने बात की थी इसलिए मुझे यकीन है कि आपने पहले ही इसे दोहरा लिया होगा है यह हमने पिछली बार एक अभ्यास के रूप में छोड़ा था तो यह ऑनलाइन स्टोर भेजता है आप यहां देख सकते हैं यह एक सिंक्रोनस मैसेज में जांचने की आवश्यकता होगी

क्या आइटम क्लास में एक नया आइटम बनाया जाता है और उस कार्ट आइटम है और आइटम जोड़ दिया गया है यह अब तैयार है आर्डर करने के लिए तो इस तरीके से पर्सन करता है क्योंकि यह जांचना होता है कि क्या आपके पास पहले के आर्डर थे या नहीं आपके पास कुछ डिफॉल्ट भुगतान शर्त है चाहे आपके पास इस स्टोर का पहले से ही कुछ क्रेडिट करेगा और एक बार प्लेस ऑर्डर में जोड़े जाने के लिए उपस्थित ना हो तो उस स्थिति में क्या होगा हमको इसके लिए जांच करनी होगी जब हम यहां पर कस्टमर होगा इसको एक तरफ रखते हुए यदि हम इस तरीके से काम करें जैसे हम कहते हैं कि एक अच्छा पाथ पा सकते हैं अब हम इंटरेक्शन फ्रेगमेंट कि एक संपूर्ण तस्वीर को दिखाते हैं

लेकिन अगर हम इसका केवल एक हिस्सा लेते हैं और यह हिस्सा अपने आप में सार्थक हो सकता है और हम यह देखते हैं इस हिस्से को किसी भी सीक्वेंस डायग्राम कर सकते हैं इत्यादि जैसा कि यहां पर कोई इंटरेक्शन फ्रेगमेंट का क्या मतलब होता है तो पहला इंटरेक्शन फ्रेगमेंट अक्रेनस का अंत है

इन्हें अक्रेनस में उपयोग किया जाता है

दूसरा एग्जीक्यूशन फ्रेगमेंटसे तो यहां पर कुछ मैसेज के आधार पर एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है और फिर एग्जीक्यूशन को आमतौर पर आयताकार डिब्बे के संदर्भ में दिया जाता है हम यह पहले से ही कह रहे हैं ताकि आप समझे इनको भूरे हिस्से में रखते हैं या इन्हें खाली छोड़ सकते हैं या वैकल्पिक रूप से हम एक बड़े आयत का भी उपयोग कर सकते हैं और उसमें एग्जीक्यूशन के साथ नामित करते हैं दिलचस्प रूप से यह संभव है कि इंटरेक्शन फ्रेगमेंट कर रहा है यह वही है जो ओवरलैप की कुछ स्थिति है तो कॉल बैक में उल्लेख कर रहा है एक तरीके का फिनिश लूप हो चुका है और जब वह खत्म हो जाता है आप रिस्पांसहोता है कुछ और इंटरेक्शन फ्रेगमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए तो यह स्टेट वेरिएंट की तरह जाना जाता है और हम वह कह रहे थे जो भी कुछ जो कुछ भी हो सकता है कोई भी पैरामीटरका भी हो सकता है यह एक प्रकार का स्टेट इनवेरिएंट कहलाता के संदर्भ में सही स्थिति ली गई अंत में यहां पर एक इंटरेक्शन फ्रेगमेंट के सभी विवरणों को शामिल किए बिना इसका उल्लेख कर सकता हूं हम पूरा शामिल करने के बजाएहम वास्तव में एक लॉगिन है तो ये विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन फ्रेगमेंट्स का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है जिसे कम से कम कहीं और परिभाषित किया गया है तो यहां पर डिस्ट्रक्शन है इसलिए आप हम इसी तरह के डायग्राम कर सकते हैं और बेहतर समझ पा सकते हैं मैं इसको आपके फिर से अभ्यास करने के लिए छोडूंगा फेसबुक ऑथेंटिकेशन होगा मेरा मतलब है हर जगह पर तो आप उन्हें बेहतर अध्ययन कर सकते हैं अब हम LMS अभ्यास के संदर्भ में अपने LMS उदाहरण के संदर्भ में इनका उपयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं अब निश्चित रूप से इसके माध्यम से जैसे हम बार बार आ रहे हैं हमने देखा कि यहां पर 2 मुख्य नामिक एलिमेंट होगा यह एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कि क्या छुट्टी का अनुरोध किया गया है या इसे मंजूरी दे दी गई है यह एक तरीके का पछतावा इत्यादि तो हमको एक तरीके की स्टोर के संदर्भ में एक प्रमुख भाग भी प्रदान करेगा तो चलिए हम बताते हैं जैसा मैंने कहा यह बहुत विस्तृत नहीं है मैं चाहूंगा आप डायग्राम के लिए यहां पर विभिन्न तरीके के पैरामीटर होंगे इस मैसेज कर दिया है एंप्लॉय मान्य नहीं है कुछ मान्य है कुछ अमान्य है इसलिए यह लीव है

तो इस बिंदु पर पर रिस्पांस स्वयं को हटाएं क्योंकि यह अवकाश प्राप्त करने योग्य नहीं है तो इसका कोई कारण नहीं है कि यह सारे रिटर्न नहीं था तो यह एक बस सरल डायग्राम द्वारा क्या अपेक्षित है अब हम अगले चरण को देखते हैं यदि लीव मौजूद है इसलिए संभवतः मान लेंगे कि एक सूची है जो नेत्रहीन रूप से लीड के लिए अनुमोदन आया है रद्द हो गया है यह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है तो यह एक मैसेज में नहीं है तो यहां पर उसको मंजूरी देने का सवाल ही नहीं है अन्य मामले में यदि रिक्वेस्ट के संदर्भ में कहा था जो हम यहां पर उपयोग करेंगे सीक्वेंस डायग्राम व्यक्ति कौन हैE2 का रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है अब एक बार यहां प्राप्त होने के बाद रिपोर्टिंग नहीं हुई थी समय कारण इत्यादि और फिर इसे भेजें यह स्टेटस वापस आएगा यदि रिपोर्टिंग E1 नहीं है तो निश्चित रूप से यह हिस्सा आगे नहीं बढ़ेगा तो LR मैसेज वापस भेजेगा रिपोर्टिंग नहीं है इसलिए इन शर्तों के आधार पर इन 2 प्रतिक्रिया संदेशों में से एक को एंप्लॉय इत्यादि के लिए और और इस तरीके से LMS के लिए सीक्वेंस डायग्राम को पूरा करने की कोशिश करते हैं इसलिए इस मॉड्यूल में यहाँ हमने सीक्वेंस डायग्राम कैसा दिखेगा यह रेखांकित किया है